पिछले व्याख्यान में हमने कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांत देखे थेजिसमें प्रबंधक को प्रभावी टीम प्रबंधन के बारे में जागरूक होना चाहिए आज इस व्याख्यान में हम कुछ और अवधारणाएँ देखेंगे पहली अवधारणा प्रेरणा से संबंधित है हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधक क्षमा करें सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास कुछ कौशल हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की क्षमता में व्यापक बदलाव है लेकिन तब हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्रेरणा और कड़ी मेहनत अक्सर कौशल में कमी ला सकते हैं हमने कहा था कि कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि डेवलपर्स की क्षमता या प्रभावशीलता 1 से 25 के पैमाने में भिन्न होती है लेकिन फिर वह जो कम सक्षम है अगर वह बहुत ईमानदार प्रेरित और मेहनती है तो वह योग्यता के अंतर को बना सकता है हमने प्रमुख प्रेरक के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन देने के बारे में टेलर के दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की थी लेकिन अब्राहम मास्लो ने कहा कि वित्तीय प्रोत्साहन अक्सर काम नहीं करते हैं प्रेरणा वास्तव में अलग अलग व्यक्ति के लिए भिन्न होती है और और उस समय पर निर्भर है जब आप उसे इंसेंटिव दे रहे हो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरतों का एक पदानुक्रम होता है क्योंकि पदानुक्रम में निचले आइटम भरे होते हैं तो उच्चतर आइटम उभर आते हैं निम्नतम स्तर पर आवश्यकताएं भोजन और आश्रय हैं एक कार्यकर्ता जिसके पास पर्याप्त भोजन आश्रय आदि नहीं है और आप उसे प्रदान करते हैं तब वह प्रेरित महसूस करेगा लेकिन फिर जो कार्यकर्ता अच्छी तरह से काम कर रहे थे जो लंबे समय से तक काम कर रहे हैं और फिर आप उन्हें ये प्रोत्साहन देते हैं यह उन्हें बहुत प्रेरित नहीं कर सकता है और पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर आत्म बोध यानी self actualization है आइए हम इसे देखें मास्लो की आवश्यकताओं की पदानुक्रम हम देख सकते हैं कि पदानुक्रम के निम्नतम स्तर पर शारीरिक या उत्तरजीविता की आवश्यकताएं हैं जैसे कि भोजन आश्रय आदि और फिर सुरक्षा जरूरतों के बारे में खतरे से मुक्ति आदि सुरक्षा से सामाजिक आवश्यकताओं से और एक बार ये अपनेपन से भर जाते हैं तब वह संगठन को पसंद करते हैं लोगों को पसंद करते हैं फिर सम्मान की आवश्यकता होती है और अंत में आत्म साक्षात्कार जैसा कि एक स्तर एक परियोजना के सदस्य के लिए भरा जाता है तो उच्चतर स्तर उभरता है एक बार वैसे ही निचले हिस्से को भरा जाता है वह टीम के सदस्य को प्रेरित नहीं करता है हमें उच्च स्तरीय प्रोत्साहन देने की जरूरत है आइए हम इन प्रोत्साहनों पर ध्यान दें कुछ विस्तार से आवश्यकताओं के इस पदानुक्रम को देखते हैं शारीरिक जरूरतें जैसे भूख प्यास नींद वगैरह को दूर करने की जरूरत हैं सुरक्षा की जरूरत है रक्षा खतरे से सुरक्षा आदि सामाजिक आवश्यकताएं जैसे दोस्ती सामाजिक गतिविधियों में संलग्न होना समूह सदस्यता इत्यादि सम्मान की आवश्यकताएं जैसे आत्मविश्वास उपलब्धि मान्यता पुरस्कार प्रशंसा आदि हैं और शीर्ष स्तर पर है आत्म बोध जहां सभी पिछली जरूरतों को पूरा किया जाता है और कर्मचारी प्रेरणा स्रोत से पूर्ण क्षमता विकसित करने की इच्छा करता है हर्ज़बर्ग के 2 कारक सिद्धांत यहाँ हर्ज़बर्ग ने सुझाव दिया कि दो कारक सेटों ने नौकरी की संतुष्टि को प्रभावित किया एक उन्होंने स्वच्छता या रखरखाव कारक के रूप में कहा और अगर ये सही नहीं रहते तो कर्मचारी असंतुष्ट हो जाते हैं उदाहरण के लिए वेतन काम करने की स्थिति वगैरह और कई चीजें हैं जो प्रेरक हैं ये कारक इसे सार्थक बनाने के लिए काम को सार्थक बनाते हैं और कर्मचारियों के लिए उपलब्धि की भावना रखते हैं हम प्रेरकों की प्रेरणा को देखते हैं इन्हें संतोषजनक भी कहा जाता है इनके उदाहरण है प्रयास और प्रदर्शन जिनकी मान्यता है प्रबंधक या संगठन को उन कर्मचारियों को पहचानने की आवश्यकता है जो बहुत प्रयास करते हैं बेहतर प्रदर्शन करते हैं अन्य प्रेरक है काम की प्रकृति क्या यह एक नियमित काम है जहां कर्मचारी को कोई चुनौती नहीं मिलती है और कर्मचारी अपना सबसे अच्छा प्रयास देने की कोशिश करता है उपलब्धि की भावना पदोन्नति के लिए अवसर आदि इसी तरह ये संतोषजनक हैं वरूम ने प्रेरणा पर तीन प्रभावों की पहचान की एक उम्मीद थी यह विश्वास कि कड़ी मेहनत करने से बेहतर प्रदर्शन होता है उदाहरण के लिए जहां प्रत्याशा धारण नहीं करता है मान के चलते हैं एक सॉफ्टवेयर में बग है और विभिन्न डेवलपर्स को बग का पता लगाने की कोशिश में बड़ी संख्या में घंटे लगा रहे हैं और डेवलपर्स अभी भी इसे खोजने में सक्षम नहीं हैं और यहाँ उन्हें demotivated किया गया है क्योंकि उनके पास प्रत्याशा नहीं है उन्हें विश्वास नहीं है कि अगर वह और 10 घंटे लगाते हैं तो वे वास्तव में बग का पता लगाने में सक्षम होंगे क्योंकि पहले से ही सैकड़ों घंटे खर्च किए जा चुके हैं बग का पता लगाने के लिए इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ घंटों के अतिरिक्त काम से उन्हें बग का पता लगाने में मदद मिलेगी साधन विश्वास है कि बेहतर प्रदर्शन को पुरस्कृत किया जाएगा हम कहते हैं कि डेवलपर्स एक सॉफ्टवेयर विकसित कर रहे हैं और यदि वे सभी सुविधाओं को अच्छी तरह से लागू करते हैं तो यह ग्राहक द्वारा स्वीकार किया जाएगा सराहना की जाएगी आदि लेकिन हमें यह मान लेना चाहिए कि पहले से ही ग्राहक के पास एक और सॉफ्टवेयर है जो काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है और जब से वे इस परियोजना को दे चुके हैं तब से इसे विकसित किया जा रहा है लेकिन तब वे वास्तव में इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इसे दिया था और रद्द करने में सक्षम नहीं थे फिर परियोजना टीम को ध्वस्त महसूस होता है उनके पास साधन नहीं है अर्थात यदि वे एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसकी सराहना की जाएगी क्योंकि यह सिर्फ धूल इकट्ठा कर सकता है और ठंडे बस्ते में डाल सकता है कोई भी इसका उपयोग नहीं करेगा क्योंकि ग्राहक पहले से ही एक अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है तो उस मामले में कोई साधन नहीं है बस एक उदाहरण दे रही हूं इनाम का कथित मूल्य यह एक और प्रेरक है जिसे डेवलपर्स ने इनाम माना जाता है नौकरी की विशेषताएं जो काम को अधिक सार्थक बनाती हैं और टीम के सदस्यों को प्रेरित करती हैं उन्हें ओल्डम हैकमैन नौकरी विशेषता मॉडल द्वारा दिया गया है यहाँ उन्होंने नौकरी के तीन पहलुओं की पहचान की एक कौशल विविधता है अगर डेवलपर वर्षों से सिर्फ एक प्रकार का कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो कोई कौशल विविधता नहीं है और डेवलपर प्रेरणा खो देता है यह सोचने के लिए कि कोई व्यक्ति जो कई वर्षों से कोडिंग कर रहा है वह उतना अधिक प्रेरित नहीं हो सकता है जैसे अन्य कोई व्यक्ति जिसके पास कौशल विविधता हो उदाहरण के लिएएक डिजाइनर या एक विश्लेषक जो बहुत व्यापक चीजें कर रहा है कार्य पूर्ण होने पर कार्य करने वाले डेवलपर की पहचान की जा सकती है जिसने इसे विकसित करने में योगदान दिया है या यह कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने योगदान दिया था और विशेष रूप से किसी को भी पहचाना नहीं जा सकता है कि किसे क्रेडिट दिया जाए यहां यदि अगर प्रबंधक डेवलपर्स को स्पष्ट उद्देश्य देता है स्पष्ट कार्य देता है तो एक कार्य पहचाना जा सकता है और यह प्रेरक है कि कोई व्यक्ति किसी काम के लिए ज़िम्मेदार है और वह जैसे ही पूरा करता है एक अच्छा काम करता है यह सराहना की जाएगी कि यह विशिष्ट कार्य टीम के कुछ सदस्यों द्वारा किया गया है कार्य महत्व यह है कि जो कार्य किसी को सौंपा गया है वह महत्वपूर्ण है तो यह पहचानना आवश्यक है की क्या यह कार्य टीम के लिए ग्राहक के लिए अथवा संगठन के लिए उपयोगी होगा यदि यह बहुत ही महत्वहीन कार्य है जैसे की हम कहते हैं कि विभिन्न डेवलपर्स से सभी जानकारी एकत्र करना और बस इसे संग्रहीत करके रखना तो यह उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा या निश्चित I O कार्यों को करने के लिए इतना प्रेरित नहीं हो सकता है और जिस पर हैं आसानी से देखा और पहचाना जा सकता है दो अन्य कारकों की उन्होंने पहचान की जो नौकरी की संतुष्टि में योगदान करते हैं स्वायत्तता यानी है डेवलपर को अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता है या उसे उसका हर कदम बताया जाए उसे बताया जाता है कि उसे कौन से कदम उठाने हैं वह अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर सकता है फिर उसे स्वायत्तता का अभाव होगा और वह कम प्रेरित रहेगा और प्रबंधक से प्रतिक्रिया यह एक और कारक है जो टीम के सदस्यों को प्रेरित करता है नौकरी की संतुष्टि को बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है यह स्पष्ट रूप से एक डेवलपर को दी गई गतिविधि को परिभाषित करता है उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया दें और उन लक्ष्यों को पाने के लिए आगे बढ़ें जॉब रिडिजाइन पर विचार करें यदि यह बहुत अधिक सांसारिक हो रहा है तो नौकरी लक्ष्यों के बारे में और सबसे नौकरी में इज़ाफ़ा नौकरी में वृद्धि यह कुछ निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं एक अन्य पहलू जो परियोजना प्रबंधक को पता होना चाहिए वह तनाव है जिसे टीम के सदस्यों को गुजरना पड़ता है एडवर्ड योरडन ने एक परियोजना प्रबंधक को यह कहते हुए उद्धृत किया एक बार परियोजना शुरू हो जाने के बाद सदस्यों को सप्ताह में कम से कम 60 घंटे लगाने की अपेक्षा की जा रही है और परियोजना प्रबंधक को अधिक से अधिक घंटे लगाने की अपेक्षा करनी चाहिए हर परियोजना जब शुरू होती है तो टीम के सदस्यों पर ज्यादा तनाव नहीं होता है लेकिन जैसे जैसे परियोजना विकसित होती है परियोजना टीम समय के दबाव में होती है और तनाव होता है अक्सर उन्हें एडवर्ड योरडन के हवाले से लंबे समय तक काम करने के लिए कहा जाता है लेकिन प्रबंधक को अमेरिका के 1960 में हुए अध्ययन के बारे में पता होना चाहिए जहां 45 से कम उम्र के लोग जो सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करते थे को कोरोनरी हृदय रोग से मृत्यु का खतरा दोगुना था और कई लोकप्रिय विकास प्रथाएं जैसे अति प्रोग्रामिंग यहां स्पष्ट रूप से 40 घंटे काम करने वाले सप्ताह की पहचान करती है एक प्रभावी परियोजना प्रबंधक टीम पर तनाव कम करता है यदि टीम तनाव में है तो यह आंशिक रूप से परियोजना प्रबंधक है जिसे दोष देना है एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास प्रयास का उचित अनुमान होना चाहिए परियोजना की योजना उचित होनी चाहिए परियोजना का अच्छा नियंत्रण होना चाहिए ताकि परियोजना में संकट बहुत कम हों और टीम के सदस्य से जो अपेक्षा की जाए वह असंदिग्ध हो यदि प्रोजेक्ट मैनेजर टीम के सदस्यों को स्पष्ट काम सौंपने में सक्षम नहीं है जो बहुत तनाव पैदा करता है Roles conflict को कम करने के लिए अगर एक परियोजना प्रबंधक अलग अलग कर्तव्यों को विभिन्न लोगों को सौंपता है एक परियोजना टीम को अलग अलग काम करवाता है और वे परस्पर विरोधी होते हैं उदाहरण के लिए उसे परियोजना टीम के सदस्य को एक ही समय में दो बैठकें करनी होती हैं क्योंकि वह गुणवत्ता टीम का सदस्य होता है और साथ ही वह एक डेवलपर होता है उसे एक समीक्षा में भाग लेना होता है और उसी समय उसे भाग लेना होता है एक गुणवत्ता बैठक में जो तनाव पैदा करती है और अक्सर परियोजना प्रबंधक बदमाशी रणनीति का उपयोग करके परियोजना को नियंत्रित करने की कोशिश करता है जिसे हम सिर्फ सिद्धांत X प्रबंधक कह रहे हैं लेकिन फिर सिद्धांत X प्रबंधक अक्षम यानी परियोजना प्रबंधक हैं यहां सिद्धांत Y प्रबंधक होना चाहिए अब हम संगठन और टीम संरचनाओं को देखते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट संगठन में यदि आप किसी संगठन में जाते हैं तो संगठन को टीमों में कैसे संरचित किया जाता है हम विभिन्न कंपनियों का दौरा कर सकते हैं और पा सकते हैं कि कैसे इन कंपनियों ने संगठन जैसी टीमों में संरचित किया है हो सकता है कि हम दो दर्जन परियोजनाएं कहें और प्रत्येक परियोजना एक परियोजना टीम होगी तो ये दो दर्जन परियोजनाएं कैसे व्यवस्थित हैं वे किसको रिपोर्ट करते हैं और इस टीम के सदस्य कौन हैं दूसरा सवाल यह है कि टीमों को व्यक्तिगत रूप से कैसे संरचित किया जाता है इन दो पहलुओं को हम संगठन संरचना कहते हैं यह संगठन कैसे टीमों के लिए आयोजित किया जाता है और फिर दूसरी चीज व्यक्तिगत टीम है उन्हें कैसे संरचित किया जाता है पहले हमें संगठन संरचना पर नजर डालें फिर हम टीम संरचना को देखेंगे तीन बुनियादी प्रकार के संगठन संरचनाएं हैं यदि आप किसी संगठन में जाते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि कुछ संगठनों में कार्यात्मक संगठन हैं हम देखेंगे कि कार्यात्मक संगठन का क्या मतलब है दूसरा प्रोजेक्ट संगठन है और तीसरा मैट्रिक्स संगठन है आइए हम तीन संगठन संरचनाओं को देखें कार्यात्मक संगठन में हमारे पास विभिन्न कार्यात्मक समूह हैं उदाहरण के लिए हमारे पास कार्यात्मक समूह के तहत कई विश्लेषक हो सकते हैं कई अन्य समूह हो सकते है जिसे डिजाइनर कहा जाता है दूसरे समूह को कोडर परीक्षक डेटाबेस विशेषज्ञ नेटवर्किंग विशेषज्ञ आदि कहा जा सकता है और संगठन में कई परियोजना दल हो सकते हैं और जैसे ही परियोजना शुरू होती है प्रबंधक निर्धारित करता है कि किस या किस प्रकार के विशेषज्ञों की आवश्यकता है वह संबंधित कार्यात्मक समूह प्रबंधकों से संपर्क करेगा और फिर उन्हें परियोजना सौंप देगा उदाहरण के लिए प्रोजेक्ट टीम 1 में कुछ डिजाइनर डेटाबेस विशेषज्ञ है और जैसा कि डिजाइनर अपना काम पूरा करते हैं प्रबंधक निर्धारित कर सकता है और वह डिजाइनर को कार्यात्मक समूह में लौटा दे और फिर कोडर्स के लिए अनुरोध करे यह सैन्य पुलिस अस्पतालों आदि के लिए एक प्रसिद्ध संरचना है उदाहरण के लिए एक अस्पताल में नर्सों के कार्यात्मक समूह हो सकते हैं विभिन्न प्रकार के डॉक्टर विशेषज्ञ फार्मासिस्ट आदि के कार्यात्मक समूह हो सकते हैं और प्रत्येक रोगी के लिए प्रत्येक गतिविधि के लिए उन्हें इनमें से कुछ की आवश्यकता हो सकती है सेना के लिए भी ऐसा ही है यहां विभिन्न प्रकार के कार्यात्मक समूह हैं डॉक्टर हैं अस्पताल हैं सैनिक हैं एयरमैन आदि हैं और यहां यह प्रत्येक कार्यात्मक विशेषज्ञता के साथ एक विशिष्ट पिरामिड संरचना है यहाँ लाभ यह है कि चूंकि विश्लेषक एक साथ एक प्रबंधक को रिपोर्ट करने वाली टीम हैं इसी तरह डिजाइनर मिलकर एक टीम एक कार्यात्मक समूह बनाते हैं उनमें बेहतर तालमेल होता है वे आपस में चर्चा करते हैं उनमें बेहतर क्षमता विकसित होती है यह कार्यात्मक समूहों के विशेषज्ञ समूह होते हैं जो ज्ञान साझा करते हैं और यह परियोजना प्रभावी भी हो जाती है क्योंकि जरूरत पड़ने पर कार्मिक एजेंट के लिए परियोजना टीम अनुरोध करती है और उन्हें वापस कर देती है जब कार्य समाप्त हो जाता है और अन्य कार्यात्मक समूहों को ले जाती है जैसा कि एक अस्पताल में होता है इत्यादि लेकिन एक सॉफ्टवेयर संगठन के बारे में क्या आइए हम अन्य संगठनों को देखें और फिर हम तुलना करेंगे कि ये विभिन्न संगठन एक सॉफ्टवेयर विकास कार्य में कैसा प्रदर्शन करते हैं तो यह कार्यात्मक संगठन है हमारे पास अलग अलग कार्यात्मक समूह हैं और जैसे जैसे परियोजना टीमें बनती हैं और परियोजना विकसित होती है वे विभिन्न कार्यात्मक समूहों से अनुरोध करते हैं और उन्हें वापस करते हैं और उनमें से सभी परियोजना टीम और कार्यात्मक टीम वे शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करते हैं क्या होता है यह समझाने के लिए यह एक अलग चित्र है विश्लेषक एक कार्यात्मक समूह बनाते हैं विश्लेषक प्रबंधक को रिपोर्ट करते हैं और विभिन्न परियोजनाओं के लिए वे विश्लेषकों का अनुरोध कर सकते हैं और विश्लेषक प्रबंधक विशिष्ट विश्लेषकों को असाइन करता है इसी तरह विभिन्न परियोजनाओं के लिए आर्किटेक्ट की आवश्यकता होती है और इनमें से प्रत्येक टीम के सदस्यों के पास रिपोर्ट करने के लिए दो managers होते हैं एक उनका कार्यात्मक प्रबंधक होता है और दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है इसी तरह कोडर डेवलपर्स वे परीक्षक जो वे परीक्षण प्रबंधक को रिपोर्ट करते हैं और उस परियोजना को भी जिसे उन्हें सौंपा गया है और वे सभी सभी प्रबंधक एक प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं कार्यात्मक संगठन के लाभ के रूप में हमने कहा कि यह बेहतर पेशेवर संगठन बेहतर पेशेवर वातावरण प्रदान करता है जहां विभिन्न डिजाइनर वे एक दूसरे के साथ चर्चा कर सकते हैं विभिन्न विश्लेषक जो एक कार्यात्मक समूह बनाते हैं वे अपने विचारों को साझा कर सकते हैं एक ही क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच एक सहयोग होता है वे एक दूसरे से परामर्श कर सकते हैं और कार्यात्मक संगठन का सबसे बड़ा लाभ कर्मचारियों के उपयोग में लचीलापन है जैसा कि आप कह रहे हैं कि जब और जैसे आवश्यक हो विशेषज्ञों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना काम पूरा करें और अपने कार्यात्मक समूह में वापस जाएं लेकिन एक परियोजना संगठन में जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे कि टीम के सदस्यों को परियोजना के लिए स्थायी रूप से सौंप दीया जाता है और इसलिए जो कोई परीक्षक है वह हर समय काम नहीं कर सकता है कोई है जो एक डिजाइनर है एक बार डिजाइन पूरा हो गया है कि वह क्या करता है एक परियोजना संगठन की तुलना करें जहां पूरे प्रोजेक्ट में टीम के सदस्य होते हैं एक कार्यात्मक संगठन में वे आते हैं और जाते हैं और यह बेहतर जनशक्ति उपयोग प्रदान करता है जब हम अन्य व्याख्यानों में आगे बढ़ेंगे तो हम इसे और देखेंगे कार्यात्मक संगठन का नुकसान यह है कि प्रत्येक टीम के सदस्य को रिपोर्ट करने के लिए दो प्रबंधक हैं वे अलग अलग निर्देश दे सकते हैं और संघर्ष हो सकता है और परियोजना प्रबंधक का टीम पर नियंत्रण कम हो जाता है क्योंकि वह अपनी टीम के सदस्यों को कुछ करने के लिए कह सकता है और वे कह सकते हैं कि हमारे पास हमारे कार्यात्मक प्रबंधक द्वारा दिए गए कार्य करने के लिए अन्य कार्य हैं हम सिर्फ इस बिंदु पर रुकेंगे क्योंकि व्याख्यान का समय समाप्त हो रहा है और हम अगले व्याख्यान में जारी रहेंगे धन्यवाद